हम गोलाकार सिमेट्रिक प्रणालियों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को देख रहे हैं और हमने दिखाया है कि H और L2 0 के बराबर है जिसका अर्थ है कि L2 एक अच्छी क्वांटम संख्या है और हैमिल्टनियन 22m∂r r2∂rL22mr2Vr दिखाया गया है और इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन 22m∂r r2∂rψL22mr2VrEψ है मैं आपको बता सकता हूं कि r को R के रूप में लिखा जा सकता है जो केवल r और कुछ अन्य फ़ंक्शन पर निर्भर करता है जिसे मैंने Ylmθϕ के रूप में दिया है और फिर इसे लिखें और चरों को अलग करें और आप पाएंगे कि समीकरण 22m1r2∂r r2dRdrll122mr2RVrRER बन जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि Ylm आपको यह ll1 पद देता है मैं इसे स्पष्ट रूप से करता हूं और आपको दिखाता हूं तो जब मेरे पास 22m1r2∂r r2∂ψ∂rL22mr2ψVrψEψ है और लिखें ψ r अन्य फ़ंक्शन के कुछ फ़ंक्शन R के बराबर है जिसे मैं Yθϕ लिख रहा हूं तो मुझे जो मिलता है वह है 22m1r2∂r r2dRdrYR2mr2L2YVrRYERY और फिर आप इस पूरी चीज़ को 1RY से विभाजित करते हैं और r2 से गुणा करके 22m1Rddrr2dRdrVr E12mYL2Yλ प्राप्त करते हैं और इसलिए आप जो पाते हैं वह 12mL2YλY है तुरंत आप जान जाते हैं कि यह आइगेन फंक्शन है Y L2 के लिए आइगेन फंक्शन है और इसलिए λ कुछ भी नहीं लेकिन ll122m के बराबर होना चाहिए और आप इसे r समीकरण में वापस लाते हैं और आपको जो समीकरण मिलता है वह है 22m1r2∂r r2dRdrY ll122mr2RVrRER तो ऊर्जा E केवल L और रेडियल फ़ंक्शन r पर निर्भर करती है तो ऊर्जा E कोणीय संवेग पर निर्भर करती है जैसा कि निम्न से अधिक अपेक्षित है लेकिन अधिक गतिज ऊर्जा और E पोटेंसियल V के माध्यम से R पर निर्भर करता है तो आप देखते हैं कि गोलाकार सिमेट्रिक विभवों के लिए तरंग फंक्शन का कोणीय भाग समान होता है तो गोलाकार सिमेट्रिक प्रणालियों के लिए का कोणीय भाग सभी V के लिए समान होता है और यह क्या है ये L2 ऑपरेटर के आइगेन फंक्शन हैं यह केवल r घटक के साथ है जो व्यक्ति V पर निर्भर करता है तो मेरा कुछ और नहीं बल्कि R Y है और मैं इसे Ylmθϕ लिख सकता हूँ तो भी अब है और L2 और Lz का आइगेन फंक्शन जैसा कि अपेक्षित है क्योंकि ये संरक्षित मात्राएँ हैं और इसके अलावा मुझे यह r मिलता है और r के लिए समीकरण 22m1r2ddrr2dRdrll122mr2RVrRER है

और इसे आगे 22md2Rdr2 22mdRdrll122mr2RVrRER लिखा जा सकता है जब हम इसका विस्तार करते हैं अब इस समीकरण में द्वितीय डेरीवेटिव और प्रथम डेरीवेटिव r दोनों शामिल हैं हम इसे सरल बनाना चाहेंगे लेकिन इससे पहले हमें यह कहने दें कि R हर जगह परिमित होना चाहिए क्योंकि ψ परिमित होना चाहिए अगर मुझे जो भी हल मिल जाए r हर जगह परिमित होना चाहिए जिसमें R बराबर 0 और r दूर जा रहा है बॉन्ड स्टेट के लिए R को 0 पर जाना चाहिए क्योंकि r अनंत तक जाता है क्योंकि बॉन्ड स्टेट्स के भाग के लिए हम अनंत तक नहीं बच सकते तो अब हम एक निश्चित अवधि में r लिखकर इस समीकरण को सरल बनाने जा रहे हैं या इससे पहले मुझे यह भी उल्लेख करना चाहिए कि dRdr भी हर जगह और परिमित होना चाहिए और इसके साथ ही एक और शर्त है कि यह लगातार बनी रहनी चाहिए तो परिमित और निरंतर हर जगह एक परिमित और निरंतर होना चाहिए आइए अब इस समीकरण को सरल करें तो मेरे पास समीकरण 22md2Rdr2 22mrdRdrll122mr2RVrRER है आइए Rrur लिखें और चूंकि R हर जगह परिमित है इसलिए u को 0 पर जाना चाहिए क्योंकि r → 0 इससे तेज और शायद बराबर भी तो आपको 0 के रूप में r → 0 पर r से तेज या r के रूप में जाना चाहिए तो केवल r ही r → 0 के रूप में परिमित रहेगा लेकिन क्या करता है इसलिए इस शर्त के अलावा कि मेरे पास u है जिसे मैं लागू करने जा रहा हूं जो प्रतिस्थापन करता है वह मेरे लिए चीजों को सरल बनाता है क्योंकि अब dRdr 1rdudr 1r2u होने जा रहा है और d2Rdr2 1r d2udr2 2r2dudr2r3u के बराबर होने जा रहा है आइए अब हम इसे श्रोडिंगर इक्वेशन में प्रतिस्थापित करें और 22m1r d2udr2 2r2dudr2r3u 2mr1rdudr 1r2u प्राप्त करें तब मुझे ll12mr3uVrurEur मिलता है अब हम कुछ शर्तों को रद्द करते हैं dudr के साथ पद यहां dudr के साथ रद्द हो जाता है ur3 वाला पद यहां इस पद के साथ रद्द हो जाता है तो मेरे पास जो कुछ बचा है वह है 22m urll122mr3uVrurEur

जहाँ u कुछ नहीं बल्कि d2udr2 है पूरे समीकरण में r से गुणा करने पर 22m ull122mr2uVruEu हो जाता है यह एक डाइमेंशनल गति के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह है सिवाय इसके कि इस Vr में भी एक अतिरिक्त पद है या यह एक u है यहां परम्परागत यांत्रिकी से याद करें कि केंद्रीय बलों में गति में veff होता है जो l22mr2 था तो यहां यह पद बहुत हद तक इसी तरह का है कि आपको एक veff मिलता है जो कि l22mr2 है क्वांटम यांत्रिकी को छोड़कर मुझे ll1 मिलता है तो समीकरण कुछ भी नहीं बल्कि 22m uveffuEu है बिल्कुल वैसा ही समीकरण चाहिए जहां veffrVrll122mr2 अब उन पोटेंसियल के लिए जो r नियमित निकट r 0 के बराबर है r के बारे में कुछ सामान्य गुण इस समीकरण से सूचित किए जा सकते हैं तो मेरे पास जो समीकरण है 22mull122mr2uVruEu तो Vr जो शायद 1r या बेहतर के रूप में जाता है बेहतर मेरा मतलब है कि यह 1r से तेज नहीं उड़ता है समीकरण 22mull12mr2u0 बन जाता है r → 0 के रूप में क्योंकि मैं E u की उपेक्षा कर सकता हूं मैं Vr की उपेक्षा कर सकता हूं और इसलिए यह समीकरण बन जाता है और यदि आप इस u को मूल रूप से हल करते हैं यदि आप पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आपको u ll12r20 मिलता है अगर मैं u को r के क्रम का मानता हूं तो आपको ll10 मिलता है तो α या तो l के बराबर हो सकता है या α l1 के बराबर हो सकता है तो समाधान u r → 0 के रूप में या तो r l या rl1 के रूप में जाता है तो हमने पाया कि u या तो r l या rl1 का कारण बनता है हम चाहते हैं कि urr परिमित हो क्योंकि r 0 की ओर जाता है क्योंकि r को परिमित रहना चाहिए और इसलिए r l समाधान स्वीकार्य नहीं है तो u r → 0 के रूप में rl1 के रूप में जाता है r → 0 के रूप में श्रोडिंगर इक्वेशन का समाधान rl के रूप में जाता है तो आप देखते हैं कि r l पर निर्भर करता है अब हम इसके माध्यम से पता लगाते हैं तो यह एक गुण है जिसे हम यहां से u लिए देख सकते हैं अब अन्य गुण जैसे आप दूर जाते हैं r →∞ और यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि V कैसा है लेकिन यह सामान्य बात है कि आप एक u समीकरण से पता लगा सकते हैं और अब जो हल होगा वह u समीकरण है क्योंकि इसे हल करना आसान है तो मैं अभी इस व्याख्यान को यह कहकर समाप्त करता हूं कि हमने सामान्य गोलाकार सिमेट्रिक क्षमता V के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन वापस कर दिया है और फिर रेडियल घटक को लिखकर जहां ψ को रेडियल घटक गुना Ylmθϕ के रूप में दिया जाता है हमने पाया कि r के लिए समीकरण 22m1r2ddrr2dRdrYll122mr2RVrRER फिर R को urr के रूप में लिखकर हमने u के लिए समीकरण पाया जो कि एक डाइमेंशनल समीकरण 22mull122mr2uVruEu की तरह है जो 22muveffruEu के बराबर है और हमने अंततः V के बावजूद पाया जब तक रेगुलर 1r से अधिक तेज नहीं उड़ता जब तक r → 0 या R r →0 के रूप में rl के रूप में चला जाता है अगले व्याख्यान में हम एक विशेष प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और वह हाइड्रोजन परमाणु होगा